इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स I Engineering Mathematics - I के लेक्चरर्स में आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 21 है और आज हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे और विशेष रुप से इंप्रोपर इंटीग्रल्स हम पहले इंप्रोपर इंटीग्रल्स का परिचय देंगे और बाद में ऐसे इंटीग्रल्स को कैसे ज्ञात किया जाता है यह आज की लेक्चर का टॉपिक होगा तो यहां पर वे इंप्रोपर इंटीग्रल्स है जिनका हम आमतौर पर अध्ययन करते हैं उदाहरण के लिए abfxdxप्रॉपर इंटीग्रल है यदि यहां पर इंटीग्रल की रेंज a से b फाइनाइट है और इंटीग्रैंड f रेंज a से b में बाउंडेड है तो यदि f बाउंडेड है और a तथा b फाइनाइट है यानी कि रेंज फाइनाइट है तो स्थिति में इंटीग्रल प्रॉपर है लेकिन अब हम इंप्रोपर इंटीग्रल्स के बारे में चर्चा करेंगे तो इंटीग्रल abfxdx इंप्रोपर है यदि यह a उदाहरण के लिए ∞ है और b है दोनों में से कोई एक है यानी कि या तो a ∞ या b∞ है या दोनों और इंटीग्रैंड f इस रेंज में किसी बिंदु पर अनबॉउंडेड है स्थिति में हम इसे फर्स्ट काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल कहते हैं यदि f a से b रेंज में एक या अधिक बिंदुओं पर अनबॉउंडेड है तो हम इसे सेकंड काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल कहते हैं तो फर्स्ट काइंड में लिमिट a या b है या दोनों है से लेकिन फर्स्ट काइंड इंटीग्रल में f बॉउंडेड होता है जब कि सेकंड काइंड के इंटीग्रल में हम मानते हैं कि f a से b रेंज में अनबॉउंडेड है और यह लिमिट्स a से b यानी कि इंटीग्रल की रेंज फाइनाइट है मिक्स्ड टाइप या थर्ड काइंड इंप्रोपर इंटीग्रल्स तब होता है जब हम इन दोनों टाइप्स के इंटीग्रल को मिक्स कर देते हैं तो रेंज a या b या दोनों होती है और इंटीग्रैंड f इस रेंज x के किसी बिंदु पर अनबॉउंडेड होता है तब हम इसे थर्ड काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल कहते हैं अब हम प्रॉपर इंटीग्रल के उदाहरण पर विचार करते हैं हमारे पास 02x21dx उदाहरण है यह पर इंटीग्रैंड x21 x की रेंज 0 से 2 में फाइनाइट या बाउंडेड है हमें यहां पर नहीं दिख रही है और इंटीग्रैंड f भी बाउंडेड है इस स्थिति में हम ऐसे इंटीग्रल्स को प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास 01sin x xdx है इस स्थिति में कोई सोच सकता है की x डिनॉमिनेटर में है और x की रेंज 0 से है तो इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड बन सकता है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि यदि हम यहां पर लिमिट पर विचार करते हैं तो जैसे जैसे x 0 की ओर जाता है sin x xकी लिमिट 1 की ओर जाती है तो यह लिमिट फाइनाइट है यहां पर जब x 0 की ओर जाता है तो इस इंटीग्रैंड की लिमिटिंग वैल्यू की हो जाती है उस स्थिति में भी हम इस इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं क्योंकि यह रेंज 0 से 1 के किसी भी बिंदु पर अनबॉउंडेड नहीं और इसकी लिमिट भी फायनाइट है तो यह इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल है अब हम इंप्रोपर इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास 0cos xdx है यह एक फर्स्ट काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल है क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि लिमिट है लेकिन इंटीग्रैंड प्रत्येक बिंदु पर बाउंडेड है तो यह फर्स्ट काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल है तो यह है 011dx इस स्थिति में रेंज फाइनाइट है लेकिन जैसे x 1 की ओर जाता है इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड हो जाता है तो इस स्थिति में जैसे x अप्पर लिमिट a की ओर अग्रसर होता है इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड बन रहा है और यह सेकंड काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल है यहां पर यह थर्ड काइंड या मिक्स्ड काइंड का इंटीग्रल है क्योंकि लिमिट भी अनबॉउंडेड है तो हमारे पास यहां पर अप्पर रेंज है और जैसे x 1 की ओर अग्रसर होता है तब यह इंटीग्रैंड 11 x2 भी की ओर जाता है और 1 इंटीग्रल की रेंज में है तो इस स्थिति में इंटीग्रैंड बन रहा है और रेंज भी फाइनाइट नहीं है तो यह इंटीग्रैंड थर्ड काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल है तो ऐसे इंप्रोपर इंटीग्रल्स को कैसे ज्ञात करें हम पहले फर्स्ट काइंड के बारे में चर्चा करेंगे तो उदाहरण के लिए हमारे पास afxdx है और मान लीजिए की b है तो यह फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है और हम यह मानते हैं की b की ओर अग्रसर होता है तो इस स्थिति में हम क्या मानेंगे हम यह मानेंगे की इंटीग्रल a से R तक है तो यह b है जो है जिसे हमने R से रिप्लेस किया है और फिर हम इसे R से ले रहे हैं इस स्थिति में हमारे पास है तो यह फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है और इसको ज्ञात करने के लिए हमें को R से रिप्लेस करना है इस इंटीग्रल aRfxdx को ज्ञात करने के बाद हम यह लिमिट लेंगे और यदि यह लिमिट एक्जिस्ट करती है तो हम इसे इंटीग्रल का मान कहेंगे या यह कहेंगे कि इंटीग्रल कन्वर्ज होता है और यदि यह लिमिट एक्जिस्ट नहीं करती है तो हम यह कहेंगे की इंटीग्रल की लिमिट एक्जिस्ट नहीं करती और इंटीग्रल डाइवर्ज करता है अब इस केस में हमारे पास यह स्थिति हो सकती है कि पिछले इंटीग्रल की बजाए यहां पर b था और अब हमने यह माना है कि लोअर रेंज है तो फिर से हमारे पास फर्स्ट काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल है इस केस में हम उसी आईडिया का उपयोग करेंगे और लिमिट R से लेंगे और यह R से रिप्लेस हो जाएगा तो अब हम इंटीग्रल Rbfxdx को पहले ज्ञात करेंगे और फिर लिमिट R टेन्डिंग टू लेंगे तो यदि फिर से हमारे पास फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है लेकिन हमारे पास दोनों लिमिट्स और है तो इस केस में हम इंटीग्रल को दो पार्टस में तोडेंगे एक में हम lim⁡R1→∞ लेंगे तो यहां पर हमने इसे R1 लिया है और इसके लिए हमने को R1 से रिप्लेस किया है और को R2 से रिप्लेस किया है हमने R1→∞ और R2→∞ लिया है तो फिर से हमारे पास यह इंटीग्रल ∞ है और यदि यह राइट हैंड साइड की लिमिट्स एक्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि लिमिट कन्वर्जेंट है या इंटीग्रल कन्वर्जेंट है नहीं तो यह डायवर्जेंट इंटीग्रल है या इंटीग्रल एक्जिस्ट नहीं करता है या हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं lim⁡R1→∞ R2→∞ और हम इसे R1R2fxdx भी लिख सकते हैं अब हम यह देखेंगे कि इंप्रोपर इंटीग्रल्स को कैसे ज्ञात किया जा सकता है उदाहरण के लिए हम लेते हैं 22x2x4 1dx इसमें हमारे पास तीन स्थितियां यह है की हम को हटाते हैं और इसे R से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास यह इंटीग्रल 2 से R तक है अब हम 2x2x4 1के पार्षल फ्रेक्शनस करते हैं तो हमें मिलता है 1x2 11x2 1 जोकि एक्जेक्टली 2x2x4 1 के बराबर है हम यहां पर फिर से पार्षल फ्रेक्शनस करते है हमारे पास lim⁡R→∞ 2R1x2 11x2 1dx है

हम दूसरे उदाहरण 0x dx पर विचार करते हैं इस केस में भी हम उन्हीं ट्रिकस का प्रयोग करते हैं तो हमें मिलता है lim⁡R→∞0R x dx जोकि x है और फिर हम लिमिट 0 से R लेते हैं तो यह lim⁡R→∞1 R होगा और जब हम इसकी lim⁡R→∞ R के लिए लेते हैं तो लिमिट एक्जिस्ट नहीं करती तो इसीलिए इस दूसरे केस में लिमिट एक्जिस्ट नहीं करती और इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता तो पहले केस में यह इंप्रोपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और उसका मान इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है दूसरे केस में यह इंटीग्रल इंप्रोपर इंटीग्रल है जो कन्वर्ज नहीं होता क्योंकि हम इस इंटीग्रल का मान ज्ञात नहीं कर सकते सेकंड काइंड के इंप्रोपर इंटीग्रल का इवैल्यूएशन हम सीखेंगे जो इस प्रकार के इंटीग्रल होते हैं abfxdx जहां fx रेंज a से b के किसी बिंदु पर अनबॉउंडेड होता है यहां पर मान लीजिए की fx है जैसे जैसे x b की ओर अग्रसर होता है तो जब x अप्पर लिमिट की ओर अग्रसर होता है तो fx की ओर जाता है और अनबॉउंडेड बन जाता है और ऐसे इंटीग्रल में जब x b की ओर अग्रसर होता है fx की ओर जाता है हम इसे हल करने के लिए का परिचय देते हैं और हमने यहां b में से हो सकता है समस्या b पर थी हमने इसे b ε से रिप्लेस किया है क्योंकि जब हमारा x b की ओर अग्रसर हो रहा था fx ∞ की ओर जा रहा था हमने यहां b को b ε से रिप्लेस किया है और अब यह एक प्रॉपर इंटीग्रल बन गया है जिसका इवैल्यूएशन हम इंटीग्रल्स के लिए डेवलप्ड टेक्निकस का उपयोग करके करेंगे और बाद में हम राइट साइड में की लिमिट शून्य लेंगे तो यहां पर हमारे पास यह इंटीग्रल है और दूसरे केस में जब x a की ओर अग्रसर होता है fx की ओर जाता है आप यहां पर वही a का आईडिया उपयोग में लेंगे हमे a को aरिप्लेस करेंगे और बाद में इस इंप्रोपर इंटीग्रल को ज्ञात करने के लिए को पॉजिटिव साइड से शून्य की ओर अग्रसर होता हुआ लेंगे अब हम सेकंड काइंड के इंप्रोपर इंटीग्रल का मान ज्ञात करने पर विचार करते हैं जब हमारा x c की ओर अग्रसर होता है जहां c a b में एक बिंदु है और यह fx अनबॉउंडेड बन रहा है इसीलिए यह सेकंड काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल है और इस केस में हम उसी ट्रिक का उपयोग करते हैं और इंटीग्रल को a से c और c से b लेते हैं हमने c पर ब्रेक किया है क्योंकि हमारी समस्या c पर है और हमने c से रिप्लेस किया है तो हमारे पास है ac εfxdx और दूसरे केस में इंटीग्रल c से b है लेकिन हमारी समस्या c पर है इसीलिए हमने इसे cεbfxdx से रिप्लेस किया है तो यदि x→a और x→b पर भी इस इंटीग्रल में f→∞ तो यह सेकंड काइंड का इंटीग्रल है इस केस में हम abfxdx का मान a1b 2fxdx का परिचय देकर ज्ञात कर सकते हैं अब हम अगले उदाहरण पर विचार करते हैं इस केस में हमारे पास दोनों सिरों पर f→∞ है हम इस इंटीग्रल को बीच के किसी बिंदु पर तोड़ सकते हैं मान लीजिए a से c और फिर c से b और फिर हम उसी तरीके से हल कर सकते हैं जैसे हमने पहले के इंटीग्रल्स को किया है हम यहां पर दो अलग अलग इंटीग्रेल्स अवॉइड करेंगे और पहली लिमिट को हम a1 से रिप्लेस करेंगे और दूसरी लिमिट को b 2 से जैसा कि हमने ऊपर किया था यहां पर हम सेकंड काइंड के ऐसे इंप्रोपर इंटीग्रल्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे उदाहरण के लिए हमारे पास 01dx1 x है तो यहां पर जब x 1 की ओर अग्रसर होता है तो हमारा इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड हो जाता है इस केस में आप यह करेंगे कि आप ϵ→001 ϵdx1 x लेंगे वह बिंदु जहां पर हमारा फंक्शन अनबॉउंडेड बन रहा था उसे हमने 1 ϵ से रिप्लेस किया है हम 0 से 1 की ओर नहीं जा रहे हैं लेकिन हम 0 से 1 ϵ की ओर जा रहे हैं तो इस इंटीग्रल का मान क्या है हमारे पास 01 ϵdx1 x जिसे इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलता है 1 x121201 ϵ 21 x01 ϵ 2√1 1 ϵ √1 2√ϵ 1 22 2 यह उस इंटीग्रल की वैल्यू है और इस इंटीग्रल कन्वर्जेन्स का मान 2 है हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 02dx2x x211dx2x x2 2012 2dx2x x2 यहाँ पर भी हमने वह बिंदु अवॉइड किया है जहां पर हमारा फंक्शन अनबॉउंडेड हो जाता है दोनों ही स्थितियों में हमें इंटीग्रेट करना है और बाद में लिमिट 10 और 20लेनीहै हम देखते हैं वास्तव में इंटीग्रल है dxx2 x12∫12 x1xdx12 x 12 x2 x उदाहरण के लिए जहां पर पॉजिटिव साइड से 10 उसका मान हम पहले इस तरह से लिखते हैं12 12 1 2012 2 22 अतः जब 10तो यह फिर से बन जाता है और यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करता है क्योंकि हमें मिल रहा है यह सत्य है हमारे पास 2 x है और यह है दोनों ही टर्म्स की ओर जा रहे हैं अतः हमारा इंटीग्रल भी ∞∞ यानी कि बन रहा है इसीलिए यह कन्वर्जिंट नहीं है इसीलिए इस केस में हमें यह मान मिलेगा यानी कि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करेगा क्योंकि यह की ओर जा रहा है और यह इंटीग्रल डायवर्ज कर रहा है हम यह टेस्ट इंटीग्रल आगे के लेक्चरर्स में भी उपयोग करेंगे क्योंकि अगले लेक्चर में हम यह सीखेंगे की इंटीग्रल का मान ज्ञात किए बिना यह कैसे टेस्ट किया जा सकता है की दिया इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा या डायवर्ज वहां पर हम टेस्ट इंटीग्रल - I test integral - I का उपयोग करेंगे तो हमारे पास a से R है और बाद में हम R→∞ लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल aR1xpdx है जिसका मान हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं यहां a पॉजिटिव नंबर है जब हम 1xp इंटीग्रेट करते हैं तो हमें x p1 मिलता है यह इंटीग्रल a से R तक है और p 1 क्योंकि जब हम p1 तो हमें 1x मिलता है जिसको इंटीग्रेट करने से हमें log x मिलता है और फिर हम लिमिट लेते हैं तो यह पर दो पॉसिबिलिटीज है p1और p 1 जब p1 तो इंटीग्रेशन का मान ln Ra है और दूसरे केस में जब p 1 हमें मिलता है 11 p1Rp 1 1ap 1 तो यह इन इंटीग्रेल्स का मान a से R तक है यहां पर अब हम देखेंगे कि जब हम R→∞ लेते हैं तो क्या होता है तो विशेष रूप से हमारा इंटरेस्ट टेस्ट इंटीग्रल a1xpdx में है हम इस का मान ज्ञात कर चुके हैं और अब हमें सिर्फ इस में लिमिट्स लगानी है a1xpdxR→∞⁡aR1xpdx ∞p≤1 1p 11ap 1p1 हमारे पास एक और इंटीग्रल है जिसे हम टेस्ट इंटीग्रल की तरह उपयोग में लेंगे यह टेस्ट इंटीग्रल II कहलाता है aϵb1x apdx और इस केस में हम इंटीग्रल को aϵ से b तक मानते हैं हम देखते हैं x a पर यह ∞बन जाता है इसीलिए अनबॉउंडेड है और सेकंड काइंड का इंटीग्रल है हम पर से यहां पर उसी आइडिया का उपयोग करेंगे हमें यहां 1x ap को इंटीग्रेट करना है तो फिर से हमारे पास दो केस है जब p 1 है तो हमारे पास ln x a लिमिट लगाने के बाद हमें मिलता है ln b a ln और जब p≠1 इंटीग्रेट कर के लिमिट लगाने के बाद हमें मिलता है 11 p1b ap 1 1p 1 अब हम फिर से ϵ→0 के केस को डिस्कस करते हैं ab1x apdxϵ→0⁡aϵb1x apdx ∞p≥1 11 p1p 1p1 अब फिर से इस इंटीग्रल का हम आगे के लेक्चर में टेस्ट इंटीग्रल की तरह उपयोग करेंगे और हम इस परिणाम का उपयोग करेंगे की p≥1 के लिए है और p1 के लिए इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो आज हमने abfxdx के तरह के इंप्रोपर इंटीग्रल्स को डिस्कस किया और हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी a ∞ और या b∞ और fx बाउंडेड है हमने यह भी देखा की ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जब fx axb के एक या अधिक बिंदुओं पर अनबॉउंडेड हो स्थिति में भी यह सेकंड काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल है और हमने यह भी देखा कि इन इंटीग्रल्स का मान लिमिट का उपयोग करके कैसे ज्ञात किया जा सकता है यदि यह फर्स्ट काइंड का है तो यह है चाहे यह लोअर रेंज में हो या अप्पर रेंज में हम इसे फाइनाइट नंबर R से रिप्लेस करते हैं और फिर इंटीग्रल का मान ज्ञात करते हैं और फिर R→∞ लेते हैं दूसरे केस में हम एक छोटा नंबर लेकर उस बिंदु को अवॉइड करते हैं जिस पर फंक्शन अनबॉउंडेड होता है और बाद में 0 लेते हैं अतः हम उन इंटीग्रल्स का मान ज्ञात कर सकते हैं लेकिन आगे के लेक्चर में हम यह देखेंगे इंटीग्रल्स का मान ज्ञात किए बिना हम यह कैसे जाने इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या डायवर्ज तो यह सभी रेफरेंसेस है जिनका उपयोग मैंने इन लेक्चरस को बनाने के लिए किया है